छात्रों का स्वागत करते हैं इसलिए यह वेतन के प्रबंधन से आता है यह स्वाभाविक रूप से वित्त के लिए जाना चाहिए तो यह सहज वित्त का प्रबंधन है इसलिए हमने इस बात पर चर्चा की कि हम लेनदारों और खातों के अलावा सभी लेन देन करने वालों को कैसे लेन देन का प्रबंधन कर सकते हैं वे देय हैं और वे सहज वित्त के अन्य स्रोत हैं और ये स्पॉन्टेनियस फाइनेंस के लिए व्यय क्रेडिट हैं तो हम सभी किसी भी कंपनी में खरीदे जाते हैं इसलिए हम 1 महीने 1 महीने के लिए काम करते हैं और हमें 1 महीने के बाद वेतन मिलता है तो हम वहां क्या कर रहे हैं हम उस संगठन की एक कंपनी के रूप में स्पॉन्टेनियस फाइनेंस प्रदान कर रहे हैं जो हम महीने की शुरुआत में वेतन नहीं पूछ रहे हैं हम महीने के अंत में वेतन की उम्मीद कर रहे हैं हम रोज़ शाम का वेतन नहीं पूछ रहे हैं हम 30 दिनों के बाद वेतन पूछ रहे हैं और भुगतान अवधि या भुगतान अवधि क्या है और आमतौर पर भुगतान की शर्तें या भुगतान अवधि 30 दिन है जो सामान्य रूप से 1 महीने का अधिकार है इसलिए यह उदाहरण के लिए किसी भी कंपनी के 1000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें औसतन 1 लाख या 5000 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान किया जा रहा है औसत वेतन 50000 रुपये प्रति व्यक्ति था इसलिए कृपया आप यह पता लगा सकते हैं कि वित्त का कितना रुपया है यदि आपको उन्हें महीने की शुरुआत में भुगतान करना है या यदि आपको उन्हें दैनिक आधार पर भुगतान करना है तो हर शाम आपको उन्हें भुगतान करना होगा और कल वे काम के लिए आएंगे पिछले दिन के काम के लिए भुगतान किया गया था इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि 1000 50000 है तो वह राशि कितनी होगी आप यह जान सकते हैं कि वह राशि कुछ ऐसी होगी जहां मैं यह पता लगा सकता हूं कि 5 करोड़ रुपए की आपको कितनी व्यवस्था करनी है लेकिन जब वे वेतन के लिए नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वेतन और मजदूरी जो हम महीने के अंत में दे रहे हैं कि 5 करोड़ रुपये हम महीने के अंत में भुगतान कर रहे हैं इसका मतलब है कि वह क्या है यह स्पॉन्टेनियस फाइनेंस शायद कुछ स्नेहक या कुछ अन्य प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण सामग्री नहीं लेकिन कोई महत्वपूर्ण सामग्री लेकिन उपयोगी सामग्री इसलिए वे भारत में आम तौर पर बिजली कंपनियों को भुगतान करने के लिए कह रहे हैं भुगतान की अवधि 2 महीने 60 दिन थी अब यह अधिकांश राज्यों में हो गया है इसे 30 महीने 1 महीने के लिए लाया गया है पानी की आपूर्ति को बिना मांगे ही भंग कर देता है यह एक प्राकृतिक समझौता है एक दीर्घकालिक के आत्म समायोजन स्रोत के रूप में कह सकते हैं हमें पता है कि हमें बिजली बिल का भुगतान करना होगा इसलिए स्वचालित रूप से भुगतान किए जाने वाले दिन के प्रावधान का भुगतान करें कोई नहीं पूछता है कि बिजली कंपनी हर महीने एक समझौते में प्रवेश नहीं करती है शर्त यह है कि हम आपको 30 दिनों के बाद बिल भेज देंगे और आपको तदनुसार भुगतान करना होगा इसलिए हम जानते हैं कि यह लागू होता है कि बिजली की आपूर्ति समझौता है जो कि अलिखित समझौता है या हो सकता है कि समझौते के रूप में हमने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो उस समय मुझे लगता है कि हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए कुछ नियम और शर्तें होनी चाहिए ताकि उस समय हो और एक बार सभी के लिए चलें इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप वित्त के स्रोत का उपयोग करना चाहिए और केवल पोस्टपेड कनेक्शनों का उपयोग किया गया था टेलीफोन का आंशिक रूप से किराया तय किया गया है और कॉल शुल्क परिवर्तनीय हैं एक बार जब हम महीने के अंत में भुगतान नहीं करते हैं तब भी उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ता है और निश्चित खर्चों का भुगतान भी उस समय किया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है या हमने उन्हें भुगतान कर दिया होता है हमें इनकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं है खर्च फिर से सही होने के लिए तो यह वित्त का अन्य स्व समायोजन स्रोत है फिर हम करों के बारे में बात करते हैं कुछ समय के लिए एक और महत्वपूर्ण स्रोत है आम तौर पर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह वित्त कर तैयार करते हैं हमारी कंपनी हमारा कॉरपोरेट सरकार को त्रैमासिक करों देना होगा जो कि कान के ऊपर जमा हो रहा है वह है 40000 रुपये एडवांस टैक्स 40000 रुपये जमा होगा लेकिन यह अनुमान के आधार पर है कभी कभी क्या हुआ आपकी बिक्री बहुत अप्रत्याशित रूप से बिक्री बढ़ जाती है भगवान बहुत उच्च और वास्तविक हो सकता है कर शब्द सभी कर घटक में 30000 नहीं था लेकिन यह 40000 खेद था कि यह 40000 नहीं था लेकिन यह 80000 हो गया लेकिन हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि बिक्री होगी क्योंकि पिछले वर्ष में बिक्री हुई थी राजस्व का कहना है कि लाभ तदनुसार होगा और कर की इस राशि का लगभग इतना ही भुगतान करना होगा कि तिमाही के बराबर चार उपकरणों में पूछें लेकिन बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई है जो उम्मीद नहीं थी जब यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स कंपोनेंट जो 40000 होने की उम्मीद थी वह 80000 हो गया है तो इसका मतलब है कि हमने अग्रिम 80000 रुपये चुकाया है तो फर्म को वापस मिलेगा 40000 शेष है फर्म को तब वापस मिल जाएगा जब कर का कुल अंतिम समायोजन उस वर्ष के अंत में किया जाएगा जब फॉर्म के साथ होगा और वे दिखाएंगे कि कर का यह बहुत अधिक कर 40 था हमने 80 जमा किए हैं हमने 40000 अतिरिक्त जमा किए हैं तो इसका मतलब है कि 40 वापस मिल जाएंगे इसलिए दोनों ही मामलों में यदि दृश्य अधिक जमा था तो फर्म सौदों से कम है और बैठक के लिए उपयोग से अंतर बहुत कम अवधि की आवश्यकताएं हैं यदि रिवर्स अधिक है और जमा कम है तो यह संभव हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं अब हम दूसरी कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण घटकों के रूप में काम करता है आप देखते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ है उदाहरण के लिए यह 1 लाख रुपये है हमने यह गणना की है कि यह 100000 है 100000 रुपये यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में वितरित किया जाता है हम बात करते हैं कि 50 डिविडेंड कहा जाता है इसलिए हम इसे डिविडेंड में दिखाया है उसकी गणना की है लेकिन यह ऑपरेटिंग अवधि के अंतिम दिन या उस लेखांकन अवधि को दर्शाता है उदाहरण के लिए लेखांकन अवधि के अंतिम दिन हम कह सकते हैं कि किसी भी दिन 31 दिसंबर है चूँकि फर्म का लेखा अवधि द्वितीयक को भुगतान करने के लिए दिया जाएगा वह 50000 रुपये है यह 50000 रुपये है लेकिन उस 50000 रुपये के डिविडेंड तक पहुँचने चाहिए और वे इसे से परे बनाए रखने के लिए नहीं कर सकते लेकिन वे इसे 3 महीने की अवधि के भीतर भुगतान कर सकते हैं इसलिए वे आम तौर पर फर्मों में नहीं होते हैं लेकिन वे करते हैं कि वे आमतौर पर डिविडेंड के रूप में दिखाया गया है यह प्रस्तावित डिविडेंड में 50000 रुपये शेष है तो यह लाभ और हानि खाते से लाभ के माध्यम से निकाला जाता है फर्म ने उस वर्ष के दौरान अर्जित की है जो शेयरधारकों को जाना है बनाम भारतीय कंपनियों के तहत 3 महीने की समय अवधि की अनुमति है तो तीसरे महीने के अंत में 3 महीने के भीतर इस राशि तक पहुंच जाना चाहिए तो यहाँ यह राशि 3 महीने की अवधि के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्ध है पूरी राशि यह नहीं भेजती है कि तीसरे महीने में चेक शायद तीसरे महीने के मध्य में हो सकता है इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इस 50000 रुपये का उपयोग 2 और डेढ़ महीने के लिए करते हैं और यहां तक कि डिसबर्समेंट फ्लोट बन जाता है इसलिए फर्म 3 महीने के बाद उपयोग कर रही है इसे शेयरधारकों को हस्तांतरित किया जाना है तो यह लागत उन्हें सुरक्षित है और इसका पैसा जो फर्म के लिए उपलब्ध नि शुल्क है और हर फर्म इस पैसे का उपयोग करते हुए हर फर्म इस फंड का उपयोग करते हुए उन फर्मों में वर्किंग कैपिटल के किसी भी बाहरी स्रोत की तलाश में फर्म के भीतर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया है और यह आसानी से फर्म को उपलब्ध है इसलिए डिविडेंड हैं लेकिन यहाँ करों के मामले में लचीलापन भी सीमित है डिविडेंड फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो कहें कि आपको जुर्माना देना होगा इसी तरह डिविडेंड का उपयोग कर सकते हैं विशेष रूप से सीमित सीमा तक लेकिन फिर भी ये स्वतःस्फूर्त वित्त अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो इससे पहले कि हम अकाउंट्स पेबल पर उपलब्ध हैं इसलिए हम सोचते हैं कि यदि क्रेडिट पर खरीदते हैं जो कि उस सीमा तक खरीदता है जो खरीदने वाली फर्म की बिक्री क्षमता को बेचने की क्षमता खरीदने से कहीं अधिक है यह वास्तव में मैं उस फर्म के लिए बहुत ही विनाशकारी बात थी जो क्रेडिट को भुगतान करना होगा तो उस स्थिति में यह बहुत बार एक तस्वीर के रूप में कहा जाता है जो सामान्य व्यापारी को स्वीकार्य नहीं है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए यहां पर चीजें उपलब्ध हैं क्रेडिट उपलब्ध नहीं हो सकती है या वे 10 दिनों 15 दिनों की न्यूनतम क्रेडिट अवधि दे रहे हैं इससे ज्यादा नहीं तो आप भी इन कंपनियों के साथ बहुत सावधान बहुत आज्ञाकारी बहुत अनुशासित लेकिन कहते हैं कि इन कंपनियों की अच्छी प्रतिष्ठा है बाजार में अच्छी स्थिति है इसलिए आपको मुआवजा दिया जाता है कि आप उत्पाद खरीदते हैं और तुरंत उनका उत्पाद आपके स्टोर से बाहर चला जाता है और जिसे बाजार में बेचा जाता है लेकिन वीडियोकॉन जैसी कंपनियां हैं जिनके उत्पादों की बाजार में इन दिनों कम स्वीकार्यता है और इन दिनों बाजार में कम स्वीकार्यता है जब ये कंपनियां कुछ वितरकों और डीलरों के साथ बातचीत करती हैं तो वे कहते हैं कि ठीक है कि आप आम तौर पर हमारे उत्पाद को बेचने के लिए इच्छुक नहीं हैं और आपको यह भी लगता है कि हमारे उत्पादों और बाजार में हमारी कंपनी के उत्पाद के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध बाजार है लोगों का इरादा नहीं है इसे खरीदने के लिए लेकिन हम आपको कुछ प्रोत्साहन देंगे नंबर 1 उत्पाद को स्टोर में रखें शेल्फ स्थान के रूप में प्रदान करें और इसके बदले में आपको 6 महीने की क्रेडिट अवधि प्रदान करेगा आप उत्पाद को शेल्फ होंगे यह बहुत अच्छा है अगर मुझे अतिरिक्त मार्जिन रखने और ऑर्डर करने के लिए बहुत अधिक स्टोर करते हैं उत्पादों को ध्यान में रखे बिना कि यह आपूर्ति केवल क्रेडिट पर है और लाभ मुझे तब मिलेगा जब मैं उत्पाद को बाजार में बेचूंगा इसलिए कि इस उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं कि आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए डीलर खरीदना चाहता हूँ इसलिए यदि आप सैमसंग में अपना मन बदलना चाहते हैं तो आपको कई प्रयास करने होंगे क्या यह संभव है कि ग्राहकों की संख्या 1 को सुनिश्चित किया जाए और दूसरी बात यह है कि यह केवल 30 उपलब्ध होगा आप के लिए दूसरी बात यह है कि आपको उत्पाद को रखना होगा और उदाहरण के लिए यह उत्पाद 6 महीने पुराना है इसमें अशुद्धि का खतरा भी है कंपनी से उत्पाद आज आ रहा है उत्पाद कंपनी से 6 महीने पहले आ रहा है आप हैं अपने गोदाम में अपने गोदाम में रखना यह गुणवत्ता खो देता है जो कीमतों को खो देता है जो कहते हैं और उनके स्रोत को खो देता है इसलिए हमारे लिए उस उत्पाद को बेचना संभव नहीं हो सकता है आखिरकार 6 महीने के बाद वीडियोकॉन भेजेगा कि हमारा भुगतान बकाया है कृपया भुगतान करें यदि आपने उत्पाद को चिह्न में बेचा है तो उत्पाद सूची आपके साथ अटक गई है आप कुछ भी नहीं कर सकते उस समय आपके पास करने के लिए 2 विकल्प हैं आपको उत्पाद को कंपनी को वापस करने या उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता है पैक उत्पाद को कंपनी को वापस करना भी एक अच्छा अभ्यास नहीं है और भुगतान नहीं करना भी नहीं है एक अच्छा अभ्यास और यदि आप अपने स्वयं के खाते से भुगतान करते हैं तो आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वह 30 का लाभ है या आप इस उत्पाद को बाजार में बेचने की सोच रहे हैं मुझे लगता है कि अगर इस तरह के उत्पाद का 10 सामान्य बाजार मूल्य पर अप्राप्य हो जाता है तो मुझे लगता है कि आपके 30 के पूरे लाभ को मिटा दिया जाएगा पूरे लाभ को मिटा दिया जाएगा जो आपने कहा था कि 25 रंगीन टीवी हैं आप केवल बेच सकते हैं 15 और 5 बिक्री योग्य नहीं हैं फिर भी बिक्री योग्य नहीं हैं सामान्य बाजार मूल्य आपको उन उत्पादों को 50 मूल्य पर कहना होगा तो आपका लाभ 30 कितना है और आप इसे 50 पर बेच रहे हैं इसका मतलब है कि आप पहले से ही अपनी जेब से 20 का भुगतान कर रहे हैं तो आपको जो लाभ 15 सेट 30 नहीं है यदि आप 5 10 खो देते हैं इसलिए सावधान रहें कि जब हम सोच रहे हैं कि उत्पाद क्रेडिट नंबर एक पर उपलब्ध है अगर असीमित क्रेडिट और अनुचित क्रेडिट और अप्रत्याशित क्रेडिट है तो इसके बारे में कुछ गड़बड़ होना चाहिए उत्पाद बाजार में आसानी से बिक्री योग्य नहीं है जहां 10 या 15 दिनों या 12 दिनों के लिए क्रेडिट या बहुत सीमित क्रेडिट है तो यहाँ सावधानी की बात यह है कि बाजार में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों से बचना होगा जिन्हें अतिव्याप्ति कहा जाता है बहुत अधिक न खरीदें बहुत अधिक स्टोर न करें लालची न कहें मुझे 30 का लाभ होगा तो खरीद और नंबर एक है भुगतान करने के लिए नहीं है अब मुझे 6 महीने के बाद भुगतान करना होगा इसलिए हम देखेंगे कि 6 महीने के बाद आपको आखिरकार 6 महीने का भुगतान करना होगा तो यहां 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं ओवरट्रेंडिंग आपके पास आने पर सत्यापन आप अपने आदेशों के साथ तुलना करते हैं चाहे यह आदेश हमारे द्वारा सही जगह पर था और यह मान्य आदेश स्वीकार्य आदेश है उसके बाद ही ऑर्डर नहीं तो सामग्री की उस प्राप्ति का सत्यापन एक महत्वपूर्ण बिंदु है

फिर भुगतान का समय निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है हम आपके द्वारा बताए गए नकद बजट दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं और यदि आप बहुत कुशल कंपनी हैं तो आप एक सप्ताह या 15 दिन या अधिकतम 1 महीने के लिए नकद बजट का उपयोग करते हैं ताकि उस 1 महीने की अवधि में आपको पता चल जाए कि मुझे कितना भुगतान प्राप्त होने वाला है मुझे इसका कितना अंतर है यदि आपने अपने सभी भुगतानों को निर्धारित किया है तो आप मुझे किसी भी समय दबाव में चाहते हैं कि मेरा भुगतान है मुझे भुगतान करना है लेकिन मेरे पास इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तरल है शेड्यूल करना कभी कभी महंगा हो जाता है बजट तैयार करना और सामग्री की प्राप्ति का एक उचित ट्रैक रखना और फिर भुगतान करने की नियत तारीख और फिर उसी समय इन सभी चीजों को भुगतान भेजना एक बड़ी लागत और बड़ी मात्रा में मुनाफे का कारण बनता है हम उप मानक कंपनियों से उम्मीद कर रहे हैं कि भुगतान पत्र बनाए रखने पर खर्च की भरपाई हो सकती है इसलिए हम यहां अपने भुगतान बहीखाता के आउटसोर्सिंग बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है कंपनी आपके स्वयं के क्रेडिट बिक्री प्रबंधन विभाग को बनाए रखने के बजाय क्या कर सकती है आपके पास कर्मचारी होने चाहिए आपके पास जगह होनी चाहिए आपके पास स्टेशनरी कर देते हैं यह एजेंसी के कारण हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वे स्वचालित रूप से आपको चेक भेजने का अधिकार देते रहेंगे आपके पास चेक लिखने का अधिकार है कम से कम अगर उनके पास चेक लिखने का अधिकार नहीं है तो वे कंपनी को सूचित कर सकते हैं कि यह प्रसिद्ध है जो आपको अगले एक सप्ताह में जोड़ देगा कृपया तैयार करें लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए चेक तैयार करें और उन्हें भेजें इसलिए वे क्रेडिट बिक्री के बहीखाते को बनाए रखते हैं और कंपनी को याद दिलाते हैं और उनकी मदद करते हैं कि भुगतान कब और क्यों करना है इसलिए कारक सेवाएं प्रदान कर रही हैं इसलिए हम कारकों से बचा जाना चाहिए और व्यापार से बचने के लिए हमें उस आदेश को मान्य करना चाहिए जब हमें कुछ भी प्राप्त होता है तो आपको जांचना चाहिए कि क्या हमें आदेश दिया गया है या नहीं दूसरी बात यह है कि भुगतान का निर्धारण महत्वपूर्ण है ताकि हम कभी भी भुगतान करने में चूक न करें और यह कहें कि सभी भुगतानों को ठीक से और नियमित रूप से भुगतान करें और किसी भी प्रकार के डिफ़ॉल्ट कहा जाता है तो यह सब सहज वित्त या खातों के प्रबंधन के बारे में है वे सुंदरी क्रेडिटर्स के इन 3 महत्वपूर्ण स्रोतों के अलावा हम अल्पावधि वित्त के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों पर चर्चा करेंगे और मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद